क्या महत्वपूर्ण है इस स्तर पर वह यह समझना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हमारा मतलब क्या है IOT की परिभाषा क्या है अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा जो मैं कभी भी देख सकता और समझ सकता वह ITU से हैवह परिभाषा वास्तव में क्या कहती है कि यह सूचना समाज के लिए एक वैश्विक बुनियादी ढांचा है इसलिए जब आप कहते हैं कि हम इस सूचना समाज में रहते हैं ठीक जब आप कहते हैं सूचना समाज केवल सूचना के सृजन के बारे में है सूचना के हेरफेर और इस तरह की जानकारी की पहुंच के बारे में है ठीक तो यह कहते हैं कि वैश्विक बुनियादी ढांचा भौतिक और आभासी चीजों जोकि मौजूदा और विकसित अंतर सूचना के आधार पर और संचार प्रौद्योगिकी को इंटर कनेक्ट कर उन्नत सेवाओं को सूचना समाज के लिए सक्षम कर सकते हैं अद्भुत परिभाषा शायद अच्छी तरह से किया है और काफी सहमति से डाल दिया देखो कि यह सब क्या कहता हैयह कहता है भौतिक वस्तुएं और आभासी वस्तुएं आभासी से हमारा क्या मतलब है आभासी वह वस्तुएं हैं जो अमूर्त है आप जिन्हें देख नहीं सकते ठीक उदाहरण के लिए जब आप एक कागज के बारे में बात करते हैं जोकि कुछ कुछ भौतिक है जिससे आप देखते हैं जब आप ईपेपर और ई बुक कहते हैं तो वह आभासी है ठीक तो यह एक आभासी वस्तु है तो यह कहता है कि भौतिक और आभासी चीजें मौजूदा और विकसित अंतर सूचना के आधार पर होती हैं वह आपस में परस्पर हैं जो कि यहां पहले से हैं प्लस वह क्या नई चीजें हैं जो हम सूचना प्रौद्योगिकी में लाने की संभावना रखते हैं जो अंदर लाने की संभावना है तो यह अंतर सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी को विकसित कर रहे हैं तो यह वास्तव में यहां महत्वपूर्ण है तो अब हमें यदि ऐसा है तो वास्तव में IOT की परिभाषा क्या है हमारे आस पास जो भी है जो आप अपने आसपास देखते हैं वह वास्तव में चीजें हैं आप इस कुर्सी के बारे में बात करते हैं जो कि एक चीज है और आप इस कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करते हैं जो कि दूसरी चीज है और आप चाहते हैं कि यह कुर्सी इस लैपटॉप से बात करें तो आप इसे सक्षम कैसे करेंगे देखिए इसमें क्या मजेदार है वास्तव में यह किस बारे में मैंने वास्तव में क्या कहा है मैंने कहा एक कुर्सी और एक लैपटॉप यह दो विषम वस्तुएं हैं और आप देखें यह दो विषम वस्तुएं वास्तव में कैसे काम करती है या वास्तव में आप सक्षम कर सकते हैं तोयह एक ऐसी चीज है जो एक चीज दूसरी चीज को सूचित करती है कि उसे स्विच ऑन होना है एक बहुत ही सरल IOT प्रणाली में दो भौतिक वस्तुएं आपस में बात कर रही है बिना किसी मानव हस्तक्षेप के जो कि कई कई चीजों की बेहतरी के लिए है जैसे क्या इसका मतलब पावर में बचत हो सकती है उदाहरण के लिए लैपटॉप तभी स्विच ऑन होगा जब इस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हो जिसका अर्थ है की इस सिस्टम में एक सेंसर जुड़ा है जो मानव की उपस्थिति को महसूस करता है और जब यह महसूस करता है तब यह लैपटॉप को एक संकेत देता है और कहता है कि वहां पर एक मानव है तो तुम क्यों नहीं स्विच ऑन होते ठीक लैपटॉप के माध्यम से सब कुछ बंद था जिसका मतलब है कि आप बहुत सारी पावर की बचत कर रहे हैं ठीक आप बहुत सारी जरूरी पावर की बचत कर रहे हैं और इस तरीके से आप दो चीजों को आपस में बात करने के लिए सक्षम कर रहे हैं जरूरी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं जो कि मानव जाति की बेहतरी के लिए है एक बहुत बड़े संदर्भ से पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए हैयहां पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए तो यह असल में बहुत ही अच्छी परिभाषा है जोकि ITU ने वास्तव में रखी है आप वास्तव में आभासी वस्तुओं को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं सही तो इसे आभासी भी कह सकते हैंउदाहरण के लिए जब व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठता है तो लैपटॉप ऑन होता है और खोलता है ई पुस्तक तो अब वास्तव में क्या हो रहा है लैपटॉप एक भौतिक चीज है जो एक आभासी पुस्तक को ट्रिगर कर रहा है जो कि वास्तव में मौजूद नहीं है ठीक एक मूर्त उपस्थिति के संदर्भ में तो अब वास्तव में मानव लैपटॉप के माध्यम से एक आभासी वस्तु तक पहुंच रहा है जोकि एक भौतिक वस्तु है तो यह सब वास्तव में किस बात के प्रतिमान में आते हैं ITU वास्तव में परिभाषित करता है कि IOT की परिभाषा किस बारे में है तो हम इसे उस स्तर पर छोड़ दें और अंदर ना जाए उम्मीद है कि यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है बताने का कि एक IOT प्रणाली की परिभाषा क्या है अब हम इसे समझने के लिए बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े कि हम कैसे एक अच्छे IoT सिस्टम को साथ रख सकते हैं जो कि आवश्यक सभी महत्वपूर्ण काम करेगा जो हमारी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करेेगा मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं इस चित्र में आवश्यक रूप से IOT डिवाइसेज है आप यहां पर एक डिवाइस देख सकते हैं और आपके पास ऐसी n डिवाइसेज हो सकती हैं सब तरफ ठीक और यह IOT डिवाइस जो आप देख सकते हैं या तो बैटरी संचालित है या ऊर्जा संचालित है आप यह दोनों तरीके से कर सकते हैं यह सभी IOT डिवाइस मूल रूप से सेंसर सुसज्जित होते हैं जोकि यहां के वातावरण से कुछ महसूस करते हैं सही है कुछ वातावरण यहां वहां सब उस वातावरण को महसूस कर रहे हैं मूल रूप से यह सभी संवेदन वातावरण प्राकृतिक रूप से एनालॉग होते हैं लेकिन आजकल आप एनालॉग सूचना को सीधे देख सकते हैं संवेदी डाटा को सीधे संसाधित किया जाता है और डिजिटल जानकारी उपलब्ध डिजिटल डाटा इन IoT उपकरणों के लिए सीधे उपलब्ध है अनिवार्य रूप से आप एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में संसाधित कर रहे हैं और इसे इन उपकरणों को सीधे उपलब्ध करा रहे हैं तो अनिवार्य रूप से यह कुछ वातावरण को महसूस कर रहे हैं ये सभी डाटा को धक्का दे रहे हैं जिसे इस गेटवे डिवाइस के रूप में जाना जाता है अब इस IoT डिवाइस और इस gateway डिवाइस में क्या अंतर है वैसे आप यह कल्पना कर सकते हैं कि एक IoT डिवाइस शायद इस आकार से अधिक नहीं हो सकता है यह एक छोटा सा PCB है जिसके पास कुछ circuitry है यहां एक chip है यहां कुछ connectors है और यहां पर एक प्रकार का स्टोरेज है और आमतौर पर आकार की बात करते हैं जो शायद कुछ 2 एंड half सेंटीमीटर जैसा हो नहीं मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई और मोटे तौर पर 2 या 2एंड half सेंटीमीटर चौड़ाई मैं जगह देनी चाहिए लेकिन अगर आप वास्तव में एक की बात करते हैं तो यह वही है जो मैं एक IoT डिवाइस का अधिकतम आकार कहूँगा जो वास्तव में जैसा दिख सकता है लेकिन अगर आप गेटवे डिवाइस की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि वे सिर्फ उचित अनुपात बनाए रखते हैं मैं इस गेटवे को हटा दूँगा और इस गेटवे को थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा तो अब मैं गेटवे को ठीक कहूँगा तो यह गेटवे अनिवार्य रूप से आकार में बड़ा है और यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या तुलना की गई है एक IoT डिवाइस की तुलना में आकार में बड़े से क्या मतलब है तो आप इनमें से कई के बारे में जानते होंगे जिन्हें आप शेल्फ बोर्ड से जानते हैं उपलब्ध है जिसमें रास्पबेरी पाई शामिल है जो एक गेटवे डिवाइस का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैबीगलबोर्ड ऐसा ही एक उदाहरण हैodroid एक और उदाहरण है beaglebone एक और उदाहरण हैIntel Edison आधारित बोर्ड से Edisonएक और उदाहरण हो सकता है Galileoआधारित बोर्ड Intel से एक और उदाहरण है तो आपके पास इन बोर्ड का एक गुच्छा है उदाहरण के लिए arduino आधारित बोर्ड हो सकते हैं मैं भूल गया arduino एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक उपलब्ध है महत्वपूर्ण हार्डवेयर जो कि उपलब्ध है और उपयोग में बहुत लोकप्रिय है तो arduino एम्बेड उदाहरण के लिए उपयोग करता है आर्म कॉर्टेक्स प्रोसेसर100 मेगाहर्ट्ज़ पर इसे एंबेड बोर्ड भी कहते हैं जो वहां हैं यह Intel Edison board हो सकता है यह Intel Galileo board हो सकता है यह teiza beagleboard beaglebone हो सकता है या यह हो सकता है raspberry pi इन उपकरणों में से कोई भी जो आकार में थोड़ा बड़ा दिखता है वास्तव में एक गेटवे डिवाइस बन सकता है और यह क्या चलाना चाहिए आमतौर पर इसे एक embedded OS को चलाना चाहिए जो कुछ हद तक open source की तरह हो जैसे कि ubuntu तो क्षमा करें यह थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे इसे फिर से लिखना चाहिए ubuntu आमतौर पर यह एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है जैसे कि ubuntu और यह भी है कि यह मूल रूप से लिनक्स वितरण है और यह सभी आवश्यक पैकेज को चलाता है जो हमें कनेक्ट करने की अनुमति देंगे तो यहाँ क्या प्रतिमान है प्रतिमान यह है की IoT डिवाइस जो लगातार डाटा भेज रहा है गेटवे डिवाइस को और किस उद्देश्य के लिए है यदि आपको वास्तव में देखना है कि किस उद्देश्य के लिए है यह डाटा IoT डिवाइस से gateway डिवाइस को भेजा जा रहा है तो आप को समझना होगा की एक IoT सिस्टम में कुछ आवश्यक ब्लॉक हैं और मैं उन महत्वपूर्ण ब्लॉक तो नीचे रखना शुरू करें अनिवार्य रूप से ब्लॉक में से एक है जो हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इन IoT उपकरण से शुरू करते हैं ठीक इसलिए IoT डिवाइस जिन्हें हम 1 से N तक जानते हैं और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यहां यह गेटवे है ठीक तो डाटा वास्तव में इस दिशा में इस गेटवे की तरफ जा रहा है और अब हम यहां एक नया शब्द पेश करेंगे इस गेटवे को हम क्या कहेंगे अच्छा जैसा हमने टीआई बीगलबोर्ड बीगलबोन या रास्पबेरी पाई या इंटेल एडिसन गैलीलियो उनमें से किसी एक को जैसा उल्लेख किया था उसका आकार देखें यह अनिवार्य रूप से वैसा नहीं है लेकिन वास्तव में थोड़ा अधिक बड़ा है वास्तव में इसका आकार एक विशिष्ट आईपी राउटर के बराबर कह सकते हैं तो ऐसा उपकरण वास्तव में है इस तरह का उपकरण का वास्तव में IoT के संदर्भ में एक बड़ा नाम है और ऐसे उपकरण ऐसे नाम वास्तव में एज डिवाइस कहलाते हैं यह पता चल सकता है कि गेटवे एक एज डिवाइस से जुड़ सकता है इसका मतलब है कि इसको एक सामान्य गेटवे की तुलना में बड़ा होना चाहिए यह बहुत अधिक है जब आप बड़े पैमाने पर कहते हैं अनिवार्य रूप से इसका मतलब ना केवल इसकी भौतिक उपस्थिति के संदर्भ में है बल्कि यह भी तथ्य है कि यह बहुत अधिक डाटा संसाधित कर सकता है इन IOT उपकरणों से होने वाले डाटा के विस्फोट को वास्तव में बहुत अधिक दिलचस्प स्मार्ट हैंडलिंग कर सकता है और गेटवे डिवाइस द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है अब यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है की आपके पास एक विकल्प है की या तो आप इस प्रवेश द्वार को सीधे इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं या इस गेटवे को दूसरे एज डिवाइस को पास करके इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं ठीक या तो यह या यह या दोनों सही जिसका अर्थ है इंटरनेट सिस्टम हो सकता है मुझे इसे फिर से बनाने दो और दिखाने दो की यहां एक संभावना है इंटरनेट से कनेक्ट होने की बहुत अच्छा और अनिवार्य रूप से इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं सही विस्तार में ना जाते हुए बहुत अच्छा तो आपके पास क्यों एज डिवाइस होना चाहिए और क्यों आपके पास गेटवे डिवाइस होना चाहिए हम उन विवरणों पर थोड़ी देर बाद आएंगे लेकिन इस पल के लिए बस यह मान लें कि आप इसे सीधे कर सकते हैं या एज डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं बस आप को पता है कि आप थोड़ा और अधिक सोचते हैं कि ये 2 विकल्प वास्तव में मौजूद क्यों हैं मैं आपको सिर्फ वही दूंगा जो वास्तव में आज की दुनिया में हो रहा है आप जरा इस तस्वीर को देखिए आपके पास भारी मात्रा में डाटा है जो उत्पन्न हो रहा है मान लें कि 16 बिट्स का डाटा जोकि एक एनालॉग सेंसर से आ रहा है प्रति सेकंड ठीक और यहां ऐसे N डिवाइस हैंतो आपके पास n बार 16 बिट्स प्रति सेकंड आती रहेंगी N×16 bits sec और केवल कल्पना करें उस डाटा की मात्रा की जिसे आप 1 मिनट 1 घंटा और 1 दिन में भारी मात्रा में डाटा एकत्रित करेंगे और सभी डाटा को या तो इस गेटवे डिवाइस से गुजरना होगा या किसी और वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से पास करना होगा एक सरल तरीका यह है कि आप इस गेटवे का उपयोग विशुद्ध रूप से इस तथ्य के कारण करते हैं कि ये IoT डिवाइस de facto इंटरनेट प्रोटोकॉल पर बात नहीं करते हैं जो अनिवार्य रूप से TCP IP है वे वास्तव में कुछ बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल कुछ सरल एम्बेडेड कोड जो अनिवार्य रूप से इस गेटवे से एक न्यूनतम तरीके से संवाद कर सकते हैं और गेट वे अब ठीक कहने की जिम्मेदारी लेता है आप लोगों ने मुझे एक प्रोटोकॉल पर डाटा दिया है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन अगर मुझे इस डाटा को आगे बढ़ाना है इंटरनेट पर मुझे इस डाटा को वास्तविक de facto protocol मानक में बदलना है जो TCP IP में है इसलिए अब आप देख सकते हैं कि IoT डिवाइस अक्सर स्मृति बाधा या प्रसंस्करण बाधा या इनमें से कोई कोई भी बाधा के कारण IoT उपकरण मानक प्रोटोकॉल पर बात करने में असमर्थ जो गेटवे पर दबाव डालता है एक सरल गेटवे अनुवाद करने के लिए गेटवे अनुवाद प्रोटोकॉल इन IoT उपकरणों से डाटा लेने और एक प्रोटोकॉल पर डालने जो की इंटरनेट लैन पर अच्छी तरह से समझा गया बहुत अच्छा तो यह एक बहुत अच्छा कार्य है कि गेटवे अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी ले सकता है अभी हम मान लें कि आप गेटवे को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं और आप हमें बताना चाहते हैं हम मान लें गेटवे पर खुफिया जानकारी है कि वास्तव में किस तरह के डाटा को महसूस किया जा रहा है यह हो सकता था हम कहते कि क्षेत्र से आने वाले डाटा अनिवार्य रूप से एक कृषि क्षेत्र से हैं जिसके अंदर तापमान हो सकता है परिवेश का तापमान यह दबाव में हो सकता है यह मिट्टी की नमी हो सकती हैठीक और यह वास्तव में जानता है कि किस तरह का डाटा है जिसे महसूस किया जा रहा है और इसलिए वह क्या निर्णय लेता है ठीक है अब जब मुझे पता है कि मुझे किस प्रकार के डाटा के बारे में कुछ पता चल रहा है तो मैं और अधिक बुद्धिमान कुछ करुंगा डाटा के सारांश को करने के संदर्भ में जो की एकत्रित किया जा रहा है औसत डाटा के संदर्भ में या अधिकतम मूल्य लेने या न्यूनतम मूल्य लेने या एक औसत लेना और फिर इस लिंक पर डाटा को इंटरनेट पर प्रसारित करना अक्सर आप उस डाटा पर और अधिक जटिल विश्लेषण कर सकते हैं जिस डाटा पर आपने बहुत अधिक प्रसंस्करण किया था और यही कारण है कि गेटवे अक्सर सीधे इंटरनेट पर डाटा देने के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है इसके बजाय आप गेटवे डिवाइस को डाटा एकत्रित करने के लिए कहते हैं आप डाटा एकत्र करते हैं और इसे एज डिवाइस को देते हैं ताकि एज प्रोसेसिंग वास्तव में या तो दोहराव में मदद कर सके डाटा के डुप्लीकेशन को हटाना या इससे आगे बहुत अधिक जटिल प्रसंस्करण करना साधारण कार्यों से परे यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है तो अब आप इस मॉडल पर आए हैं और मैंने कुछ आपको दिया है एक प्रकार की प्रेरणा क्यों कभी कभी इंटरनेट से सीधे डाटा पास करना उपयोगी होता है और कभी कभी यह थोड़ा अधिक शक्तिशाली एज डिवाइस के माध्यम से पास करने के लिए उपयोगी क्यों होता है तो जिसका अर्थ है IOT का हमारा पहला तत्व इसको आप वास्तुकला का अंतिम रूप बोल सकते हैं आप मूल रूप से एक एज डिवाइस के बारे में बात कीठीक है दूसरा क्या है दूसरा के साथ सब कुछ करना बहुत जटिल है तो अभी इसे रख देते हैं पहली चीज एज डिवाइस है ठीक एक बार जब एज डिवाइस डाटा अपलोड करता है डाटा प्रोसेस करता है और डाटा की मात्रा को कम करता है जो लगातार इन उपकरणों से यहां विस्फोट कर रहा है ये अन्य डाटा विस्फोट करने वाले उपकरण हैं और किसी तरह किसी तरह सारांश का काम करते हैं और डाटा अपलोड करते हैं है याद रखें कि इसका मतलब है कि यह कुछ बहुत ही साधारण चीजें किया है और कभी कभी अगर यह एक गेट एज डिवाइस है तो कुछ और किया है किसी भी मामले में इस डाटा की आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण IoT आर्किटेक्चर के हिस्से में लाती है स्थानीय रूप से या क्लाउड पर डाटा का भंडारण तो हो सकता है स्थानीय भंडारण या यह क्लाउड भंडारण हो सकता है तो यह दूसरा तत्व है जिसे आप कह सकते हैं आर्किटेक्चर का हिस्सा तीसरा शायद एक बार जब आपका डाटा आराम कर लें डाटा को धक्का दें संग्रहीत डाटा डाटा आराम की स्थिति में है आप डाटा पर कार्य करना चाहते हैं और प्रदर्शन करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉक जिसे डाटा एनालिटिक्स कहा जाता है तोआप डाटा पर एनालिटिक्स चलाते हैंयदि आप इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो यदि आप इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो डाटा पर यह विश्लेषण का क्या उपयोग है इसलिए यह तीसरा ब्लॉक है यह हमारी आर्किटेक्चर का चौथा ब्लॉक है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है जब आप एक IoT प्रणाली की बात करते हैं तो आप हर समय 1 2 3 और 4 की बात करते हैं कई कई बदलाव मौजूद है इस पूरे सिस्टम को देखने के कई तरीके हो सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाउड स्टोरेज की बात की जाए जरूरी है तो आप लोकल स्टोरेज की बात कर सकते हैं लैन के भीतर सिस्टम के भीतर पर्यावरण के भीतर किसी भी स्थिति में एनालिटिक्स होना होगा ताकि जो डाटा संग्रहीत किया जाता है वह आपके लिए उपयोगी हो डाटा से समझ बनाने के लिए हमें डाटा को अनिवार्य रूप से एनालिटिक्स इंजनके माध्यम से चलाना है जो आपको डाटा को संसाधित करने की अनुमति देता है और निश्चित रूप सेहमारे लिए सब कुछ बहुत उपयोगी होता है इस डाटा की कल्पना करना तो यह ध्यान रखें कि आपके पास 1 2 3 और ये 4 डिवाइस हैं 4 अलग अलग ब्लॉक हैं जो एक IoT प्रणाली की वास्तुकला बनाते हैं जिसका मतलब है कि अब हमें हर एक ब्लॉक के विस्तार में जाना होगा बेशक हमारी चर्चा बड़े पैमाने पर इन IoT उपकरणों का निर्माण डिजाइन करने पर होगी इस गेटवे डिवाइस का डाटा अंतरण कैसे होता है और आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सेंसर से डाटा मज़बूती से इकट्ठा किया जाता है और मज़बूती से संसाधित किया जाता है और इन गेटवे उपकरणों को हस्तांतरित किया जाता है आइए अब देखें कि वास्तव में IoT डिवाइस में क्या है